इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है पहले के मॉड्यूल में हमने क्या देखा है हमने देखा है कि एक SU 8 Well में एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाए और एक गैस सेंसर कैसे बनाया जाए दोनों मामलों में यह विचार था कि हम समझते हैं कि माइक्रो निर्माण प्रक्रिया क्या है यदि आपने दोनों उपकरणों में देखा है तो शुरुआती वेफर सिलिकॉनथा और उस सिलिकॉन वेफर पर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित किया क्या प्रक्रिया है या इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं और क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड वास्तव में उपयोग किया जाता है जब हम एक MOSFET बनाने जा रहे हैं एक अन्य प्रश्न यह है कि यदि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है MOSFETs के किस भाग में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं हमें यह समझना होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है मैंने आपसे कुछ शब्दों को समझने और याद करने के लिए कहा था जब तुम प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करते हो एक आपके पास सब्सट्रेट है हमने विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट्स देखे हैं एक दूसरा और है हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित कर रहे हैं एक अन्य धातु जमा कर रहा है एक और फोटोरेसिस्ट को स्पिन कोट कर रहा है और फिर फोटोरेसिस्ट को विकसित कर रहा है यूवी एक्सपोज़र है फिर धातु की इचिंगथी और आखिरकार फोटोरेसिस्ट की ट्रिपिंग ये कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा क्योंकि ये वास्तविक तकनीकी शब्द हैं जिनका उपयोग आप माइक्रो फैब्रिकेशन को समझने में करते हैं ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि हम आज क्या करने जा रहे हैं आज हम थर्मल ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में जानने जा रहे हैं यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं और यदि आप उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अब तक हमारे पास है कि 2 डिवाइस हैं एक SU 8 Well में एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड है हम देखते हैं कि सिलिकॉन सब्सट्रेट है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह SU 8 है यह पहला उपकरण है जिसे 1 क्रमांकित किया गया है दूसरा उपकरण एक माइक्रो हीटरके साथ एक सेंसर है जिस पर एक इन्सुलेटर था जिस पर इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड थे जिस पर संवेदन फिल्म थी स्लाइड का संदर्भ लें यह आपका इंटर डिजीटल इलेक्ट्रोड माइक्रो हीटर सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और यह एक डायाफ्राम है यह एक बायो सेंसर है यह एमईएमएस आधारित सेंसर है क्योंकि हमने यहां इस क्षेत्र को इच किया है जब हम इसे इच करते हैं तो हम मशीनिंगकरते हैं यदि आप कार्यशाला में जाते हैं और यदि आप किसी धातु से इस सामग्री को निकालना चाहते हैं जिसे यहाँ दिखाया गया है तो हमें उस भाग को मशीन करना होगा यहां हम माइक्रो स्केल पर मशीनिंग कर रहे हैं इसलिए इसे माइक्रो मशीनिंग भी कहा जाता है मैं यहां जो बात बता रहा हूं वह यह है कि दोनों ही स्थितियों में एक चीज जो हमने देखी है वह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सब्सट्रेट पर विकसित किया जाता है सब्सट्रेट सिलिकॉन है अब हम देखते हैं कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे विकसित कर सकते हैं अब आप देखते हैं कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम MOSFET कैसे बना सकते हैं फिर हम op amp पर जाएंगे और फिर हम उनके अनुप्रयोगों को देखेंगे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप Op Amps के विभिन्न अनुप्रयोग देख सकें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक MOSFET एक Op amp कैसे है और हमें वास्तव में op amp के उपयोग के लिए किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है चाहे वह ओसीलेटर हो या मल्टीवाइब्रेटर हम Op Amps की विशेषताओं जैसे ऑफसेट इनपुट वोल्टेज इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफ़सेट करंट आदि पर भी चर्चा करेंगे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यह भी बात करेंगे कि इनवर्टर एम्पलीफायर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर और फिल्टर का उपयोग कैसे किया जा सकता है कई प्रकार के फिल्टर हैं लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो मेरे पास प्रयोग के एक हिस्से के रूप में है जो मैं आपको दिखाऊंगा इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट के ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं MOSFETs और op amps को वास्तविक प्रकार के सर्किट में और आप वास्तव में सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और आप सर्किट की जांच कैसे कर सकते हैं यह प्रयोग श्रृंखला का एक हिस्सा होगा जो इस विशेष पाठ्यक्रम का हिस्सा है जहां आप न केवल एक MOSFET के निर्माण के लिए प्रोसेस फ्लोकी मूल बातें जानेंगे बल्कि op amps और इसके अनुप्रयोग को भी समझेंगे इस विशेष व्याख्यान पर वापस आते हुए हम थर्मल ऑक्सीकरण पर ध्यान देंगे अगले 2 व्याख्यानों में हम फैब्रिकेशन भाग पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और अन्य दो लेक्चर के अंत के आस पास आप यह समझ पाएंगे कि आप MOSFET कैसे बना सकते हैं या कम से कम MOSFET बनाने के लिए प्रोसेस फ्लो बना सकते हैं तो हम यहां देखते हैं कि हम किस तरह के थर्मल ऑक्सीकरण कर सकते हैं पहली बात जो हम देखते हैं वह यह है कि आईसीउद्योग में इंटीग्रेटेड सर्किट उद्योग इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री में हम पाते हैं कि ऑक्साइड की मोटाई के आधार पर आपके पास अलग अलग एप्लिकेशन होते हैं यदि आप स्क्रीन देखते हैं तो आप देखते हैं कि यदि आप थर्मल ऑक्सीकरण या SiO2 का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसे थर्मल ऑक्साइड के रूप में या फील्डऑक्साइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं यदि आपकी मोटाई 1 माइक्रोनके आसपास है यदि मोटाई लगभग 01 माइक्रोमीटर है तो आप मास्किंग ऑक्साइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं हमने निर्माण में मास्किंग का एक उदाहरण देखा है कि जब हम पीछे की तरफ से वेफर को इच करना चाहते हैं तो हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करना होगा और फिर एक खिड़की बनानी होगी खिड़की जिसे हमने बैकसाइड में बनाया है वह कुछ इस तरह है और फिर हम गीली या ड्राई इचिंग का उपयोग करके इचिंग कर सकते हैं यह मैंने आपको अंतिम कक्षा में बताया था जब आप सिलिकॉन की इचिंग करते हैं तो इस विशेष परत या उसके नीचे के सिलिकॉन को कुछ नहीं होता है इसके नीचे का सिलिकॉन SiO2 है और फिर बाकी सेंसर यहाँ शीर्ष पर है जब हम गीली या सूखी इचिंग करते हैं तो सिलिकॉन इच हो जाएगा यदि यह सूखी इचिंग है तो हमारे पास कुछ समान संरचना होगी यदि यह गीली इचिंग है तो हम एक डायाफ्राम प्राप्त करेंगे जो इस तरह दिखता है जब आप गीली इचिंग का उपयोग कर रहे हैं तो यह कोण 547 डिग्री है मुद्दा यह है कि अगर हम SiO2 उपयोग करते हैं तो यह सिलिकॉन यहां प्रभावित होता है अर्थात यह etched नहीं होता है यदि आप SiO2 का उपयोग यहाँ करते हैं तो यहाँ सिलिकॉन etched नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की रक्षा के रूप में कार्य करता है यह इस परत को etched होने से बचा सकता है यही ऑक्साइड का उद्देश्य हो सकता है एक और तरीका है जब आप डिफ्यूजन लेयर बनाना चाहते हैं एनएनपी प्रकार के डिफ्यूजन में हम कहते हैं यह N टाइप वेफर है और आप सोर्स और ड्रेन के लिए एक P टाइप चाहते हैं यदि आपको याद है MOSFET के लिए सोर्स और ड्रेन डोपेंट से बने होते हैं आप सोर्स और ड्रेन कैसे बनाएंगे सोर्स और ड्रेन बनाने के लिए इस मामले में हमारे पास ऑक्साइड ऊपर और N टाइप Si नीचे होगा और फिर हम खिड़की खोलेंगे जिसका अर्थ है कि हम फोटोलिथोग्राफी तकनीक स्पिन कोटिंग प्री बेकिंग मास्क के साथ एक्सपोज करनामास्कको उतारना विकसित करनापोस्ट बेकिंग करना और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इचिंग करना का उपयोग करके ऑक्साइड को हटा देंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इचिंग के लिए हम BHF का उपयोग करते हैं अर्थात् बफ़रड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यह एसिडहै जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इचिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं तो मुद्दा यह है कि अगर मेरे पास SiO2 है और यदि मैं सोर्स और ड्रेन क्षेत्र को आयनित या डिफ्यूज करना चाहता हूं तो मैं आयन आरोपण को इस तरह या डिफ्यूजन करूंगा यह क्षेत्र जो ऑक्साइड द्वारा संरक्षित है विसरित नहीं होगा क्योंकि डोपेंट इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड में प्रवेश नहीं कर सकता है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉनको फैलने से बचाएगा क्योंकि यह एक मास्क के रूप में कार्य करेगा तो मैंने आपको 2 तरीके दिखाए हैं एक हम सेंसर में मास्क के रूप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं अब यह एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसे आप P या N प्रकार के सोर्स और ड्रेन के डोपिंग के दौरान मास्क की तरह उपयोग कर सकते हैं यही कारण है कि अगर SiO2 लगभग 01 माइक्रोन है तो यह मास्किंग ऑक्साइड के रूप में भी काम कर सकता है इसलिए पहली भूमिका हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड फील्ड ऑक्साइड की देखी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की दूसरी भूमिका ऑक्साइड मास्किंग है पैड आक्साइड में पैड के रूप में उपयोग करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तीसरी भूमिका है अब हम चौथी भूमिका देखते है जो 10 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच है हम इसे गेट ऑक्साइड या टनलिंग ऑक्साइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं जब हम सैद्धांतिक रूप से MOSFET को समझते हैं तो हम देखते हैं कि गेट ऑक्साइड की एक पतली परत 1 से 10 नैनोमीटर की मोटाई के साथ है यह MOSFET के प्रकार के आधार पर भी भिन्न हो सकता है और प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ यह बदल जाएगा मुद्दा यह है कि जब हम MOSFET सीखते हैं जब हम कहते हैं कि पतली परत आप हमेशा कह सकते हैं कि इस मूल्य के आसपास कहीं 1 और 10 नैनोमीटर है इस प्रकार थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके आक्साइडकी पतली परत भी विकसित की जा सकती है अगला कदम क्या है 1 नैनोमीटर आप आयामों के महत्व को समझते हैं मैंने आपको बताया था कि एक एकल मानव बाल की मोटाई लगभग 70 से 100 माइक्रोन है 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोन है एक मानव बाल लगभग 70 से 100 माइक्रोमीटरहै जबकि हम 1 नैनोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बहुत पतली है हम इसका उपयोग नेटिव ऑक्साइड से रासायनिक ऑक्साइड की सफाई के रूप में करते हैं यदि यह मामला है यदि आप नेटिव ऑक्साइड से रासायनिक आक्साइड को साफ करना चाहते हैं तो हमारे पास लगभग 1 नैनोमीटर की मोटाई हो सकती है यह थर्मली विकसित ऑक्साइड है जहां हम ऑक्साइड की मोटाई को 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन तक कर सकते हैं अब हम जमा ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं एक धातु परतों और एसटीआई के बीच बैकएंड इन्सुलेटर है धातु की परतों के बीच बैकएंड इन्सुलेटर का मतलब है कि अगर मेरे पास दो धातुएं हैं और मैं कुछ अलग करना चाहता हूं तो मैं इसे कुछ ऑक्साइड सामग्री के साथ अलग कर दूंगा मैंने ऑक्साइड सामग्री के साथ अलगाव किया है ताकि यह 2 धातुओं के बीच एक इन्सुलेट सामग्री के रूप में कार्य करे बेशक इस जमा ऑक्साइड का अन्य संचालन फिर से मास्किंग ऑक्साइड के रूप में होता है तो 2 चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखना था एक को LPCVD कहा जाता है कम दबाव रासायनिक वाष्प जमाव यह 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित करना है थर्मल विकसित ऑक्साइड दूसरे को PECVD कहा जाता है PECVD प्लाज्मा संवर्धित रासायनिक वाष्प जमाव है यह 100 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से किया जा सकता है LPCVD में आवश्यक तापमान 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक था जबकि PECVD में आवश्यक तापमान 100 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है इसीलिए जब भी हमारे पास एक ऐसी सामग्री होती है जो तापमान के प्रति संवेदनशील होती है जो कि उच्च तापमान से प्रभावित हो सकती है तो हम प्लाज्मा संवर्धित रासायनिक वाष्प जमाव के लिए जा सकते हैं नीचे सब्सट्रेट के लिए उच्च तापमान के बारे में कोई चिंता नहीं है हम LPCVD का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हम एक सिलिकॉन लेते हैं तो 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका कुछ नहीं होगा हम वास्तव में चिंता नहीं करते हैं कि यह नष्ट हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास एल्यूमीनियम है जिस पर आप ऑक्साइड विकसित करना चाहते हैं तो आप ऑक्साइड को 1150 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एल्यूमीनियम पिघल जाएगा तो बिंदु यह है कि ऑक्सीकरण के 2 प्रकार हैं एक वह है जब हम इसे विकसित करते हैं एक जब हम इसे जमा करते हैं जब आप इसे विकसित करते हैं तो आपके पास विकसित किए गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि फ़ील्ड ऑक्साइड मास्किंग ऑक्साइड पैड ऑक्साइड गेट ऑक्साइड या टनलिंग ऑक्साइड रासायनिक ऑक्साइड से रासायनिक नेटिव ऑक्साइड और फिर अंत में आपको मूल ऑक्साइड की सफाई करना है फिर आपके पास धातु की परतों और मास्किंग ऑक्साइड के बीच बैकएंड इन्सुलेटर हैं तो यह एक आईसी उद्योग में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अनुप्रयोग है और HF का उपयोग करने से बहुत अच्छी इचिंग सिलेक्टिविटी Si और SiO2 के बीच में होती है यदि मेरे पास सिलिकॉन पर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और अगर मैं इसे एचएफ या बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबोता हूं तो हम केवल सिलिकॉन पाएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन को प्रभावित किए बिना etched हो जाएगा सिलिकॉन प्रभावित नहीं होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड आम डोपेंट के लिए डिफ्यूजन मास्क के रूप में कार्य कर सकता है इसका क्या मतलब है मैं इसे यहाँ आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास एक परत है मेरी हथेली एक परत है और यह हार्ड ड्राइव एक और परत है और यह सिलिकॉन है और यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो अगर मैं आपको यह पक्ष दिखाता हूं तो क्या होगा वह क्षेत्र जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड द्वारा कवर किया जाता है अगर मैं इसे डिफ्यूज करता हूं तो इसके नीचे का क्षेत्र अर्थात मेरी हथेली का क्षेत्र जिसे सिलिकॉनके रूप में माना जाता है फिर सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में डिफ्यूज नहीं होगा इसका मतलब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड डोपेंट के लिए एक मास्क के रूप में कार्य करता है अब हम किस तरह के आम डोपेंट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन पर वापस जाते हैं तो आप पाएंगे कि कई सामान्य डोपेंट हैं बोरोन गैलियम फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और आर्सेनाइड फिर आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मास्किंग के लिए उच्च तापमान ऑक्साइड में डिफ्यूजन के खिलाफ एक चयनात्मक मास्क प्रदान कर सकता है जो लगभग 01 से 1 माइक्रोन है यहां आप मास्क की मोटाई देख सकते हैं और डिफ्यूजन के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित कर सकते हैं 900 डिग्री पर आपको इस मोटाई की आवश्यकता है और यदि आप बोरान और फास्फोरस के लिए 1200 डिग्री रखना चाहते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक मोटाई क्या है इस विशेष सिलिकॉन पर डोपेंट के लिए मास्क के रूप में कार्य करने के लिए आपके MOSFET के लिए अपना N चैनल और P चैनल बनाने के लिए सबसे आम डोपेंट बोरोनऔर फास्फोरस हैं इसका मतलब है कि अब हम समझ गए हैं कि जब हम MOSFET की बात करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसलिए यदि आप स्लाइड पर वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि 2 प्रकार के ऑक्सीकरण हैं शुष्क ऑक्सीकरण और गीला ऑक्सीकरण जब आप सूखे ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं तो आपके पास एक सिलिकॉन होता है एक उच्च तापमान पर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वेफर होता है जिसे थर्मल भट्ठी में लोड किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि भट्टी कैसी दिखती है और आप गर्म वेफर पर ऑक्सीजन पास करते हैं जो सिलिकॉन है फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा आप देखिए यहां हमने सीधे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है हमने जल वाष्प का उपयोग नहीं किया है इसका मतलब है हमने एक सूखी ऑक्सीकरण तकनीक का उपयोग किया है यदि मेरे पास क्षैतिज ट्यूब भट्ठी में उच्च तापमान पर सिलिकॉन वेफर है और अगर मैं जल वाष्प के रूप में ऑक्सीजन इंजेक्ट करता हूं इसका मतलब है मैं ऑक्सीजन लेता हूं और इसे बब्बलर से गुजरता हूं जिसमें पानी होता है और इसे गर्म किया जाता है इसलिए जल वाष्प मेरे सिलिकॉन तक ले जाया जाएगा उस मामले में मेरे पास जल वाष्प है जो सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करेगा इसलिए जब मैं अपने समीकरण को संतुलित करूंगा तो मेरे पास क्या होगा Si 2H2O à SiO2 2H2 इस तकनीक को गीला ऑक्सीकरण कहा जाता है इस तकनीक को शुष्क ऑक्सीकरण कहा जाता है इस प्रकार हम 2 प्रकार के को जानते हैं एक शुष्क ऑक्सीकरण है और एक गीला ऑक्सीकरण है ये दोनों ऑक्सीकरण 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किए जाते हैं जहाँ गीला ऑक्सीकरण शुष्क ऑक्सीकरण की तुलना में लगभग 10 गुना तेज होता है शुष्क ऑक्सीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है ये सूखे ऑक्सीकरण और गीले ऑक्सीकरण के अनुप्रयोग हैं सबसे पहले आइए हम सूखे ऑक्साइडको समझें सूखा ऑक्साइड लगभग 005 से 05 माइक्रोन पतला होता है और गेट ऑक्साइड के लिए एक उत्कृष्ट इन्सुलेटर है जबकि बहुत पतले गेट ऑक्साइड के लिए हमें ऑक्सीनिट्राइड बनाने के लिए नाइट्रोजन को जोड़ना पड़ सकता है गीले ऑक्सीकरण में जटिलता के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गेट आक्साइड के लिए शुष्क ऑक्सीकरण का उपयोग किया जा सकता है जबकि गीले ऑक्सीकरण के लिए मोटाई 05 माइक्रोन से अधिक होगी लेकिन 25 माइक्रोन से कम होगी इस प्रकार यह क्षेत्र आक्साइड और मास्किंग के लिए एक अच्छा इन्सुलेटर है गीले ऑक्सीकरण का नुकसान यह है कि ऑक्साइड की गुणवत्ता फिल्म से बाहर हाइड्रोजन गैस के डिफ्यूजन ग्रस्त है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए पथ बनाती है इसका मतलब है अगर मैं गेट ऑक्साइड की एक पतली परत रखना चाहता हूं तो मैं गीले ऑक्सीकरण का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पिन छेद हो सकते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं ये पिन छेद फिल्म से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस द्वारा बनाए गए हैं क्योंकि आपके पास Si 2H2O जो आपको SiO2 और2H2 देती है तो गेट ऑक्साइड के मामले में हमें सूखे ऑक्सीकरण के लिए जाना चाहिए जबकि फ़ील्ड ऑक्साइड या मास्किंग ऑक्साइड के लिए हम गीले ऑक्सीकरण का उपयोग कर सकते हैं आइए हम स्लाइड के अगले भाग पर जाते हैं कमरे के तापमान पर सिलिकॉन हवा में एक नेटिव ऑक्साइड बनाता है इसलिए यदि आप सिलिकॉन को कमरे के तापमान पर रखते हैं तो आप पाएंगे कि ऑक्साइड की एक पतली परत विकसित हो गई है जो बेहद खराब इन्सुलेटर है लेकिन सिलिकॉनकी सतह प्रसंस्करण को बाधित कर सकती है इसका मतलब है कि यह सिलिकॉन के प्रसंस्करण को प्रभावित करेगा इस प्रकार हमें हमेशा एचएफ में सब्स ट्रेटको 5 से 10 सेकंड के लिए डुबाना होगा इसे साफ करना होगा और फिर प्रक्रिया शुरू करनी होगी सीधे सिलिकॉन न लें और ऑक्साइड के विकसित करने पर काम करना शुरू करें क्योंकि हम जो समझते हैं वह यह है कि भले ही सिलिकॉन कमरे के तापमान पर हो यह ऑक्साइड की बेहद पतली परत बनाएगा जो एक खराब इन्सुलेटर है लेकिन इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है इसलिए जब भी आप एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं तो इसे हमेशा 5 से 10 सेकंड के लिए डुबोकर रखें और फिर इस प्रक्रिया को जारी रखें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम विस्तार 22 गुना या 046 से 1 है तो SiO2 में कंप्रेसिव स्ट्रेस है यह सिर्फ समझ है कि हम सिलिकॉन की एक निश्चित मोटाई कैसे कर सकते हैं विशेष रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की और गणना के द्वारा यह 046 है अब हम क्या देखते हैं हमें थर्मल ऑक्सीकरण विधियों को देखना होगा पहला है शुष्क ऑक्सीकरण दूसरा गीला ऑक्सीकरण जबकि तीसरा है आपका पाइरोजेनिक ऑक्सीकरण सभी मामलों में देखी जाने वाली सामान्य चीजें एक भट्ठी और एक क्षैतिज ट्यूब भट्ठी हैं ट्यूब क्षैतिज दिशा में है यही कारण है कि इसे क्षैतिज ट्यूब भट्ठी कहा जाता है यदि ट्यूब ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर ट्यूब भट्ठी यह उच्च तापमान पर होना चाहिए यदि बब्लरशामिल है तो यह गीला ऑक्सीकरण है जबकि अगर बब्लर शामिल नहीं है तो यह सूखा ऑक्सीकरण है इस प्रणाली को देखें जहां हम देखते हैं कि पहला एक 3 ट्यूब क्षैतिज ट्यूब भट्ठी है एक और एक ऊर्ध्वाधर भट्ठी है क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर दिशा में है ऊर्ध्वाधर भट्ठी इतना लोकप्रिय नहीं है और क्षैतिज भट्ठी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करने के लिए बेहद लोकप्रिय भट्ठी है इस क्षैतिज भट्टी में 3 क्षेत्र तापमान होते हैं वे जोन 1 जोन 2 और जोन 3 हैं और इसीलिए इसे मल्टी ज़ोन तापमान नियंत्रण के साथ तीन ट्यूब क्षैतिज भट्ठी कहा जाता है हम व्यक्तिगत रूप से ज़ोन तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं चूंकि यह इस विशेष पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है इसलिए हम इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं हम सिर्फ समझते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बढ़ने के लिए हम क्षैतिज ट्यूब भट्टी का उपयोग करते हैं इस विशेष तकनीक को LPCVD भी कहा जाता है आप देख सकते हैं कि एक इंजीनियर वेफर लोड कर रहा है आप भट्टी में भरी हुई वेफर का एक सेट देख सकते हैं यह कैसे क्षैतिज भट्ठी या ट्यूब भट्ठी की तरह दिखता है हमने इस छवि को प्रोफेसर बो कुई द्वारा दिए गए व्याख्यान से लिया है और वह वाटरलू से हैं इसलिए मैंने उनकी स्लाइड से यह विशेष छवि ली है आप उनकी स्लाइड और उनकी प्रस्तुति भी देख सकते हैं जो आपको आगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को समझने में भी मदद करेगा मैं सिर्फ एक हिस्सा लेना चाहता था जहां आप समझ सकें कि थर्मल ऑक्साइड कैसे विकसित किया जाता है इसलिए हमने इस विशेष स्लाइड को लिया है और यहां आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके पास सिलिकॉन वेफर्स के लिए एक धारक है और तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बेहद अधिक है आपको क्षैतिज ट्यूब भट्ठी के अंदर वेफर लोड करना होगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक सिलिकॉन रॉड है जिसके माध्यम से आप वेफर को अंदर धकेल सकते हैं यहां हीटिंग कॉइल गैस इनलेट और एक क्वार्ट्ज ट्यूब हैं यह आम तौर पर एक क्वार्ट्ज ट्यूब है और क्वार्ट्ज बहुत अधिक तापमान का सामना कर सकता है प्रतिरोध द्वारा गर्म किए गए क्वार्ट्ज या कांच से बने ट्यूबलर रिएक्टर जो हीटिंग कॉइल के अलावा कुछ भी नहीं है रिएक्टर के माध्यम से ऑक्सीजन या जल वाष्प बहता है और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के विशिष्ट वेग के साथ सिलिकॉन वेफर्स को पारित करता है यह जल वाष्प का वेग है जिसे हम क्षैतिज ट्यूब भट्ठी के अंदर भरी हुई सिलिकॉन वेफर्स से गुजार सकते हैं यह है कि हम थर्मल ऑक्साइड कैसे विकसित कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमने आज क्या पढ़ा है हमने क्या अध्ययन किया है SiO2 के अनुप्रयोग को देखा 2 उदाहरणों जहां हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं एक बायोसेंसर है जबकि दूसरा एमईएमएस आधारित सेंसर है दोनों ही मामलों में हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया है इसके बाद मैंने आपको आईसी उद्योग में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अनुप्रयोग को दिखाया जहां थर्मल ऑक्साइड और जमा ऑक्साइड हैं और मोटाई को बदलकर हम इसे फ़ील्ड ऑक्साइड मास्किंग ऑक्साइड गेट ऑक्साइड और पैड ऑक्साइड सहित कई परतों के लिए लागू कर सकते हैं हम जानते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड का उपयोग करके इचिंग की जा सकती है और फिर कैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड आम डोपेंट्स के लिए डिफ्यूजन के लिए मास्क के रूप में कार्य कर सकता है जबकि आम डोपेंट के बारे में बताता है सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले डोपेंट बोरॉन और फास्फोरस हैं हमने सूखे ऑक्सीकरण पर चर्चा की और यह गीले ऑक्सीकरण से कैसे अलग है हमने चर्चा की कि ऑक्सीकरण का उपयोग कैसे किया जा सकता है और हम शुष्क ऑक्सीकरण का उपयोग कहां करते हैं जब आप गेट ऑक्साइड ऑक्साइड की पतली परत रखते हैं तो हम सूखे ऑक्सीकरण का उपयोग करते हैं क्योंकि गीला ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन के लिए एक रास्ता बनाता है जो प्रवाह कर सकता है जो आपके सर्किट में समस्या का कारण बनता है यही कारण है कि हम गेट ऑक्साइड के लिए गीले ऑक्सीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं गीले ऑक्सीकरण का उपयोग फील्ड आक्साइड के लिए किया जा सकता है फिर हमने देखा कि SiO2 कंप्रेसिव है और कंप्रेसिव की भी गणना की यदि आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मोटाई से अधिक सिलिकॉन की मोटाई है तो हमने चर्चा की कि आप आणविक SiO2 द्वारा आणविक मात्रा को कैसे माप सकते हैंजहां हमने इस समीकरण को देखा और पाया कि यह 046 के बराबर है हमने तब थर्मल ऑक्सीकरण विधियों को देखा जिसमें क्षैतिज ट्यूब भट्ठी और ऊर्ध्वाधर ट्यूब भट्ठी शामिल थे अंत में हमने फोटोग्राफ देखा कि कैसे इंजीनियर क्षैतिज ट्यूब भट्ठी के अंदर वेफर लोड कर रहा है हमने पाया कि ट्यूब क्वार्ट्ज से बनी है हमने यह भी पाया कि गैस इनलेट जहां से हम गैस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास हीटिंग कॉइल हो सकते हैं और भट्टी के अंदर वेफर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सिलिकॉन रॉड हो सकती है अगली कक्षा में जल्दी से हम देखेंगे कि कैसे PECVD को इस्तेमाल किया जा सकता है और वह डिपोजिशन तकनीक पर आगे बढ़ेगी क्योंकि MOSFET में आपको कुछ धातु जमा करनी होगी आप इस धातु को कैसे जमा करेंगे अब तक हमने MOSFET में सब्सट्रेट सिलिकॉन और ऑक्साइड देखा है आगे हमें धातु संपर्क देखना होगा जिसके बाद हम लिथोग्राफी देखेंगे और अंत में MOSFET के लिए प्रोसेस फ्लो को समझेंगे मुझे आशा है कि आपने MOSFET में थर्मल ऑक्साइड के अनुप्रयोग को समझा विशेष रूप से गेट आक्साइड और फील्ड आक्साइड थर्मल ऑक्सीकरण गीला ऑक्सीकरण तकनीक और सूखी ऑक्सीकरण तकनीक द्वारा किया जा सकता है कृपया इस व्याख्यान को अच्छी तरह से पढ़ें और जब तक हम MOSFET प्रोसेस फ्लो को समाप्त नहीं करते तब तक थोड़ा धैर्य रखें एक बार जब हम MOSFET प्रोसेस फ्लो पर पहुंच जाते हैं और यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या TA से पूछ सकते हैं हम आपको आपकी जिज्ञासा के लिए और आपके सभी सवालों के संभावित समाधान के साथ वापस लाएंगे तब तक ध्यान रखना मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा अलविदा